अभिवादन और TALG टीचिंग एंड लर्निंग इन जनरल प्रोग्रामस के मॉड्यूल 1 की यूनिट 3 में आपका स्वागत है हमारी इकाई 3 लर्निंग असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन से संबंधित है ये तीन शब्द हैं जिन्हें हम इस इकाई में संबोधित करने का प्रस्ताव देते हैं अंतिम इकाई इकाई 2 में हमने दो शब्दों को बहुत ही परिचित शब्दों में देखा था एजुकेशन और टीचिंग और हमने कहा कि एजुकेशन इच्छा अनुरूप सीखने वाली है और आम तौर पर समाज शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विचार पूर्वक प्रसारित करता है इसलिए हम केवल जहाँ तक हमारे कार्यक्रम का संबंध है इच्छा अनुरूप सीखने के रूप में संबंधित एजुकेशन का उल्लेख कर रहे हैं और यह इच्छा अनुरूप सीखना औपचारिक रूप से या कुछ औपचारिक सेटिंग में एक या दूसरे तरीके से औपचारिक शिक्षण संस्थानों में होता है यदि आप एक छोटी अवधि के पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं जो अभी भी एक औपचारिक सेटिंग है लेकिन जरूरी नहीं कि शैक्षिक संस्थान में जबकि टीचिंग शिक्षक द्वारा हस्तक्षेप के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करता है ये हस्तक्षेप आवश्यक रूप से केवल व्याख्यान देने वाले नहीं हैं वे कई होंगे जैसा कि हमने देखा है और यहां तक कि इस टीचिंग में आपके पास टीचिंग मॉडल की एक विस्तृत श्रृंखला है और लोग विभिन्न प्रकार के टीचिंग मॉडल के साथ प्रयोग कर रहे हैं और वे उन्हें अलग अलग संदर्भों में प्रासंगिक या प्रभावी पाते हैं लेकिन हस्तक्षेप की प्रकृति विषय और संदर्भ की शिक्षक प्रकृति की प्राथमिकता पर आधारित है यह तब परिलक्षित होगा जब हम वास्तविक इंस्ट्रक्शन भाग में जाएंगे ये दो शब्द हैं जिन्हें हमने अंतिम इकाई में देखा है और मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि वे इन दो शब्दों का पता लगाने के लिए कुछ समय दें और नेट पर साहित्य की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो और अब इकाई 3 में आ रहे हैं इस इकाई के अपेक्षित परिणामों को मान्यता के संदर्भ में सीखने वाले शब्दों असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है हम मान्यता का संदर्भ क्यों कहते हैं मान्यता के संबंध में ये बहुत विशिष्ट अर्थ हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कथन दोहराता रहेगा वह अच्छी शिक्षा की सुविधा में असेसमेंट की केंद्रीयता को समझना है तो यह इस प्रस्तावित इकाई U 3 के दो परिणाम हैं अब लर्निंग की बात करते हैं लर्निंग नए ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करना है इसका क्या मतलब यह है कि लर्निंग से पहले हम कुछ नहीं जानते थे और लर्निंग के बाद हम कुछ अलग जानते थे और यह कुछ अलग हो सकता है नया ज्ञान या हमने कुछ नए कौशल हासिल किए या हमने कुछ नए मूल्यों को भी हासिल किया मूल्यों का मतलब यहां होगा जो हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण से लेकर जहां तक विषय का संबंध है या व्यक्तियों या सामान्य रूप से जीवन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन वास्तव में लर्निंग का स्थान कहां है लर्निंग मस्तिष्क में उस हद तक समझ में आता है कि वास्तव में लर्निंग एक बहुत ही जटिल बात है और हम यह समझने से बहुत दूर हैं कि वास्तव में लर्निंग कैसे हो रही है लर्निंग की एक और परिभाषा है लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है जो अनुभव के परिणामस्वरूप होती है और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य में सीखने की क्षमता को बढ़ाती है इसलिए लर्निंग हमेशा एक प्रक्रिया है जो कुछ बदलाव की ओर ले जाती है यह एम्ब्रोस और अन्य द्वारा एक औपचारिक परिभाषा है यहाँ यह देखने का एक और तरीका है लर्निंग जीन न्यूरोफिज़ियोलॉजी शारीरिक स्थिति सामाजिक अनुभव और मनोवैज्ञानिक कारकों सहित असंख्य प्रभावों की एक जटिल बातचीत है इसलिए यदि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगा शिक्षक को इनमें से कई बातों पर भी ध्यान देना होगा हालाँकि हम पूरी तरह से इन सभी का ध्यान रखना नहीं जानते हैं लेकिन इन सभी कारकों का लर्निंग की प्रकृति और लर्निंग की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और जैसा कि हम लर्निंग करते रहते हैं दुनिया के बारे में हमारा नज़रिया बदलता रहता है इसका क्या मतलब है क्योंकि हममें से प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला से गुजरता है और प्रत्येक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का क्रम दूसरों से काफी अलग होगा इसलिए इस हद तक हमारा विश्व दृष्टिकोण या दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण दूसरों से अलग होगा इसलिए दुनिया में हर किसी के विचार अलग अलग होंगे जिसे ध्यान में रखना होगा और एक अन्य बात यह है कि सूचना का अधिगम केवल लर्निंग का पर्याय नहीं है जानकारी की मात्र स्थिति कुछ समय के लिए हमारे पास रह सकती है जब तक हम कुछ दोहराते रहते हैं अन्यथा यह एक तरह से फीका हो जाएगा जो मस्तिष्क की स्मृति प्रक्रियाओं की प्रकृति है और यह फीका हो जाएगा अन्यथा केवल जानकारी होने मात्र से आप लर्निंग के पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं और न ही आप किसी समस्या को हल करने के लिए या स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैंI और एक अन्य जीवविज्ञानी का दृष्टिकोण लर्निंग को बार बार उपयोग के माध्यम से स्थिर किया जाता है मस्तिष्क में कुछ उपयुक्त और वांछनीय गुणसूत्रीयसंयोजन अब हम थोड़ा और विशिष्ट विवरण पर आते हैं कि लर्निंग की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है मस्तिष्क में सिनेप्स उनके साथ कैसे जुड़ रहे हैं या नए सिनेप्स कैसे बन रहे हैं इसलिए लर्निंग को इस बात के रूप में समझा जा सकता है कि आप वांछनीय और उपयुक्त सिनेप्स बनाने और फिर भी वे बनाते हैं वे स्थायी रूप से इस तरह नहीं रह सकते हैं वे फीका हो सकते हैं लेकिन वे केवल दोहराया उपयोग के माध्यम से स्थिर होंगे तो यह मूल है जिसे आप शरीर विज्ञान या मस्तिष्क के न्यूरोकैमिस्ट्री कह सकते हैं लेकिन इसका अर्थ यह है कि किसी चीज का हमारे साथ रहना अगर प्रभावी होने के लिए हमें बार बार इस जानकारी या किसी विशेष कौशल या ज्ञान का उपयोग करना चाहिए अन्यथा सिनेप्स समय की अवधि में एक तरह से फीका पड़ जाएंगे और लर्निंग मस्तिष्क पर नए पैटर्न या संगठनों को लागू करता है और इस घटना की पुष्टि तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग द्वारा की गई है इसलिए लर्निंग से पहले और लर्निंग के बाद यदि आप इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग लेते हैं तो वे अलग अलग होंगे इसका मतलब है अगर दो रिकॉर्डिंग के बीच कोई अंतर नहीं है बिल्कुल कोई लर्निंग नहीं ली गई है इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप कह सकते हैं कि एक अनुपस्थित छात्र में कोई इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल गतिविधि नहीं है अब 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से एक बार फिर से कई लर्निंग के सिद्धांत हैं या उससे थोड़ा पहले लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कैसे सीखते हैं इसलिए बहुत पहले हम कह सकते हैं कि सिद्धांत वाटसन के कारण है वे इसे बिहेवियरिज्म कहते हैं और उनका मानना था कि प्रशिक्षण के माध्यम से लर्निंग नए व्यवहार का अधिग्रहण है हम इन सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताएंगे लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से मनुष्यों की प्रतिक्रिया होती है अगर कोई उत्तेजना होती है तो प्रतिक्रिया होती है किसी भी उत्तेजना के लिए एक प्रतिक्रिया है और उत्तेजनाओं के अनुक्रम के लिए आपको प्रतिक्रियाओं का एक क्रम मिल सकता है इसलिए बिहेवियरिस्ट द्वारा इस स्कूल का मानना है कि उत्तेजनाओं के अनुक्रम को नियंत्रित करने के साथ साथ एक इनाम और सजा प्रकार के तंत्र को भी शामिल करना जिससे मैं लर्निंग को प्रभावित कर सकूं इसीलिए एक इनाम और दंड द्वारा यह प्रशिक्षण बिहेवियरिज्म का केंद्रीय दृष्टिकोण है और इसका भारी अभ्यास किया गया है इसकी भारी आलोचना हुई है लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जो हम आज भी कक्षा में करते हैं जो लर्निंग के इस विशेष बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण से आती हैं जैसे कि बार बार अभ्यास करना या अभ्यास के एक निश्चित सेट को करके आप कुछ सीखते हैं इनमें से कई चीजें इस विशेष स्कूल के उत्पाद थे इसके बाद कॉग्निटिविज्म आती है यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 के आसपास की है यह मान्यता थी कि मनुष्य अपनी कॉग्निटिव क्षमताओं के क्रमिक विकास के माध्यम से ज्ञान और अर्थ उत्पन्न करके सीखते हैं इन कॉग्निटिव क्षमताओं में मान्यता स्मरण समझ आवेदन प्रतिबिंब विश्लेषण और मूल्यांकन और निर्माण शामिल हैं इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं की सूची जिन्हें हम निर्माण के माध्यम से मान्यता के बारे में बात कर रहे हैं या जिन्हें हम कॉग्निटिव प्रक्रिया कहते हैं हम इन प्रक्रियाओं को कॉग्निटिव प्रक्रिया कहते हैं जिन्हें बाद की इकाइयों में विस्तृत करने के लिए हमारे पास अवसर होगा एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए मनुष्य ज्ञान और अर्थ उत्पन्न करके सीखते हैं इसका मतलब है जब मैं सीख रहा हूं तो मुझे अपने द्वारा प्राप्त इनपुट्स से अपना ज्ञान और अर्थ उत्पन्न हो रहा है तो उस हद तक मेरा कॉग्निटिव प्रसंस्करण किसी अन्य व्यक्ति के कॉग्निटिव प्रसंस्करण से उस सीमा तक अलग होने की संभावना है जो ज्ञान मैंने उत्पन्न किया या मेरे द्वारा उत्पन्न अर्थ किसी और से भिन्न हो सकता है इसलिए उस हद तक एक शिक्षक को यह महसूस करना चाहिए कि वह पूरी कक्षा के अलग अलग छात्रों के लिए एक ही बात कह रहा है अलग अलग शिक्षार्थी अपने ज्ञान और अर्थ को अलग तरह से उत्पन्न करेंगे यह शिक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए अब एक और सिद्धांत जिसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है यह सिद्धांत मानता है कि लर्निंग एक संदर्भ के भीतर होता है जो स्वयं सीखा हुआ हिस्सा है जानना और करना अलग नहीं किया जा सकता है और लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ बढ़ाया जाता है इसका मतलब है बस एक इनपुट प्राप्त करने से आपकी लर्निंग पूर्ण नहीं है यह समय की अवधि में विस्तारित होता है और आम तौर पर ऐसा होता है कि इसमें सुधार होता है या लर्निंग स्वयं सामाजिक बातचीत के माध्यम से होता है यही कारण है कि हम इसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं अपने साथियों के साथ चर्चा करके या किसी और के साथ हमारी लर्निंग में सुधार होता है एक बार जब हम इस विशेष लर्निंग सिद्धांत के महत्व को स्वीकार कर लेते हैं तो कई प्रकार की गतिविधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं जैसे खोज लर्निंग अनुभवात्मक लर्निंग सहयोगी लर्निंग परियोजना आधारित लर्निंग कार्य आधारित या समस्या आधारित लर्निंग इस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के परिणाम हैं दरअसल आज लर्निंग के इन सभी तरीकों को अच्छी शिक्षा के लिए बहुत केंद्रीय माना जाता है इसलिए वर्तमान समय में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छी शिक्षा के विचारों पर बहुत प्रभावी भूमिका निभाता है अब कुछ चीजें हैं जो अपेक्षाकृत हाल ही में आई हैं इसे हीटोगॉजी कहा जाता है स्व निर्धारित लर्निंग का एक रूप औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में लर्निंग और टीचिंग के लिए एक समग्र शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है यह सिद्धांत आपको बताता है कि सीखने या जानने की क्षमता मौलिक कौशल होगी इसका मतलब है सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो एक शिक्षार्थी को प्राप्त करने की क्षमता है वह खुद या खुद से सीखने की क्षमता है यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समुदायों और कार्यस्थलों की बदलती संरचना और तकनीकें जो आपके दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए आ रही हैं जो इसे बनाती हैं क्योंकि जिस संदर्भ में आप काम कर रहे हैं वह लगातार बदल रहा है और ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो यह सीखने की क्षमता आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौशल बन जाती है इस हद तक यह विशेष रूप से लर्निंग का सिद्धांत वर्तमान समय में महत्वपूर्ण माना जाने वाला है अब एक और बात है जिसे पैरागॉजी कहा जाता है यहां शिक्षाशास्त्र और धर्मशास्त्र की तरह पैरागॉजी में सहकर्मियों द्वारा समग्र रूप से शैक्षिक वातावरण का विश्लेषण और सह निर्माण करने वाले विश्लेषण से संबंधित है जो सूचना प्रौद्योगिकी से लाभान्वित होने वाले अपने सीखने की स्थितियों और अनुभवों को साझा करते हैं पहले से ही आज के अधिकांश कॉलेजों में भी छात्र अपने नोट्स का आदान प्रदान करते रहते हैं या वे उदाहरण के लिए जिन समस्याओं पर चर्चा करते हैं उन्हें कैसे हल करते हैं हमें व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए केवल एक टूल का उपयोग कर रहे हैं और फिर वे तस्वीरों के पूरे आदान प्रदान का उपयोग करते हैं आप एक दस्तावेज़ लेते हैं और एक तस्वीर लेते हैं और अपने समूह के साथ साझा करते हैं इसका मतलब है आप अब एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे सीखने का एक तरीका शिक्षार्थियों के समूहों द्वारा बनाया जा रहा है और इससे एक फर्क पड़ता है और फिर हमें अच्छी शिक्षा को और सुविधाजनक बनाने के लिए इस की गतिशीलता को समझने की आवश्यकता है तो आज के संदर्भ में भी पैरागॉजी की भूमिका है अभी अगला कनेक्टिविज्म है कनेक्टिविज्म अराजकता नेटवर्क जटिलता और आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों का एकीकरण है किसी भी संगठन को बड़ी संख्या में समूहों के रूप में और किसी भी संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों को एक साथ काम करना पड़ता है मैं इस अन्य समूहों के अधिकांश सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं या नहीं जानता हूं और फिर भी हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो इस हद तक हम आपको कक्षा के माहौल के विपरीत बना रहे हैं जहां एक ही शिक्षक है और छात्रों का एक समूह है आज लर्निंग के माहौल की यह प्रकृति है कि लर्निंग का माहौल अस्पष्ट हो रहा है इस अर्थ में कि वास्तव में कौन सदस्य हैं सहकर्मी हैं या वे कौन लोग हैं जो एक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है लेकिन किसी भी तरह यह एक स्वयं विकसित होने वाली चीज है और मुख्य रूप से यह नेटवर्क है और डेटाबेस ये वे हैं जो वास्तव में मूल और यहां तक कि इस नेटवर्क की प्रकृति बनाते हैं और डेटाबेस समय के साथ उस सीमा तक बदलते रहते हैं कि पूरी प्रणाली स्वयं समय की अवधि में स्वयं व्यवस्थित हो जाएगी तो एक और लर्निंग का सिद्धांत यह है कि लोग इस तरह के जुड़े हुए वातावरण में कैसे सीखते हैं तो क्या हम कक्षा में भी इसका लाभ उठा सकते हैं तो एक शिक्षक इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या कोई सिद्धांतों से जुड़े सिद्धांतों का उपयोग कर सकता है जो उसके इंस्ट्रक्शन के एक भाग के रूप में कनेक्टिविज्म से संबंधित है अब हमने कुछ लर्निंग प्रोसेस की पहचान की है लर्निंग सिद्धांतों इस से शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों को लर्निंग प्रोसेस के सिद्धांत प्राप्त होते हैं तो ये क्या हैं लर्निंग प्रोसेस के कुछ उदाहरण कॉन्टिगिटी इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही स्पष्ट है कि इसे वास्तव में एक सिद्धांत नहीं कहा जाना चाहिए कॉन्टिगिटी का अर्थ है कि दोनों के बीच क्या संबंध है और क्या है यदि अवधारणा या जानकारी के संदर्भ में एक दूसरे से सटे हुए हैं जो कुछ भी है तो किसी को बेहतर सीखने की संभावना है तो कॉन्टिगिटी रिपीटेशन रिइंफोर्समेंट सोशियोकल्चरल लर्निंग ये सभी हैं लर्निंग प्रोसेस के सिद्धांतों के उदाहरण और बारीकियों पर प्रत्येक वातावरण में एक बार फिर से काम किया जा सकता है यदि आप एक प्राथमिक स्कूल स्तर या मध्य विद्यालय स्तर या उच्च शिक्षा स्तर पर काम कर रहे हैं तो विशिष्ट कार्यान्वयन अलग अलग होंगे तो ये लर्निंग प्रोसेस के सिद्धांत हैं इसलिए हमें कुछ लर्निंग के सिद्धांतों की एक सामान्य तस्वीर मिली और मैं दृढ़ता से प्रत्येक शिक्षक को इन तरीकों में से कुछ को इंटरनेट पर तलाशने के लिए कुछ समय बिताने की सलाह देता हूं तो उस के साथ परिचित होना चाहिए अब हम एसेसमेंट के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं पहली बात जो हमें स्पष्ट करने की आवश्यकता है वह है शब्द एसेसमेंट और इवैल्यूएशन का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग गतिविधियाँ हैं एसेसमेंट प्रदर्शन का एक माप है जो यह पता लगाना है कि छात्र ने क्या सीखा है कि मैं किस तरह के माप का उपयोग करता हूं यह माप कागज के एक टुकड़े पर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है या एक समस्या को हल करना है या यह एक प्रस्तुति बनाना है या एक रिपोर्ट सबमिट करना है और इसी तरह इसका मतलब है जिस तरह के प्रदर्शन से हम उम्मीद कर रहे हैं कि छात्र अलग हो सकते हैं इसलिए एसेसमेंट वास्तव में संदर्भित करता है कि मैं जो प्रदर्शन माप का उपयोग कर रहा हूं वह क्या है उदाहरण के लिए मेरे पास माप प्रदर्शन के रूप में एक प्रश्नोत्तरी हो सकती है या मेरे पास एक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसे प्रदर्शन माप के रूप में एक परीक्षा पेपर कहा जाता है मैं वास्तव में क्या मापता हूं क्योंकि एक बार फिर यह महत्वपूर्ण क्यों है प्रदर्शन के माप के आधार पर एक समय और बुनियादी ढांचा है जो इसके लिए आवश्यक है जैसे अगर तुम चाहो मेरी छात्र एक परीक्षा लिखने के लिए या समय की अवधि में कागज के एक टुकड़े पर लिखने के लिए एक समय जुड़ा हुआ है एक संदर्भ बुनियादी ढांचा जुड़ा हुआ है इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र आज के संदर्भ में पांच मिनट की प्रस्तुति दें तो हमें LCD प्रोजेक्टर और एक विशेष कमरे की व्यवस्था करनी होगी जो इसके लिए उपयुक्त हो इसलिए प्रदर्शन के कई माप जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं हो सकता है कि इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के कारण यह संभव न हो एक पहलू यह है कि एसेसमेंट प्रदर्शन का एक माप है इवैल्यूएशन एसेसमेंट की एक व्याख्या है अब मैं छात्रों को किसी तरह से प्रदर्शन करने के लिए कहता हूं और फिर उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है मैं मूल्यांकन कर रहा हूं मैं उनके प्रदर्शन की व्याख्या करता हूं जैसे कि मैंने जो उत्तर लिखा है उसे पढ़ता हूं और फिर मैं एक रैंक दे सकता हूं मैं एक ग्रेड दे सकता हूं मैं एक अंक दे सकता हूं इवैल्यूएशन के लिए जो भी विधि मैं उपयोग करना चाहता हूं वह एसेसमेंट की व्याख्या है ये दो अलग अलग गतिविधियाँ हैं वे अनुक्रमिक गतिविधियाँ हैं इस अर्थ में कि पहले छात्र को प्रदर्शन करना होता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है तो एक को इन दो शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं करना चाहिए अब यह आता है कि छात्र किस तरह से तैयारी करते हैं उदाहरण के लिए आपके द्वारा संचालित किसी भी औपचारिक सेटिंग में हमेशा एक परीक्षा आयोजित की जाती है और परीक्षा की प्रकृति क्योंकि हम छात्र को कक्षा में पढ़ाए गए हर छोटे बड़े विवरण में प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह सकते इसका मतलब है मैं कुछ का चयन कर रहा हूं मैं एक सीमित समय में छोटी संख्या में संभव मांपो के पूरे समूह से चयन कर रहा हूं तो क्या होता है आखिरकार जो भी उपकरण मैं उपयोग करता हूं वह छात्र को बताएगा कि शिक्षक द्वारा महत्वपूर्ण क्या माना जाता है इसलिए आप हमारे एसेसमेंट उपकरण के माध्यम से छात्रों को बता रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए बाद में हर कोई उस प्रयास को कम से कम करने की कोशिश करेगा जो किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है एक छात्र के लिए एक लक्ष्य वास्तव में सेमेस्टर के अंत में या मिडटर्म परीक्षा के अंत में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करना है इसलिए इस हद तक वह अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा ग्रेड उस परीक्षा की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसे आप आयोजित करते हैं और परीक्षा कुछ नहीं है लेकिन एक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हमारे असेसमेंट उपकरण छात्र को बताते हैं कि हम क्या महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि अंत में यदि वह हमारे असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के संबंध में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम उसे ग्रेड देते हैं इसलिए हम आधिकारिक तौर पर हमारे दिए गए परीक्षण उपकरणों में अच्छा प्रदर्शन करने की बात स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब है हम मानते हैं कि उसने अच्छी तरह से सीखा है तो यह वही है जिसे समझने की आवश्यकता है और शिक्षक को एक विशेष परीक्षा सेट करके आप उसे बता रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है एक शिक्षक को कक्षा में कभी भी यह नहीं बताना चाहिए कि अच्छा सीखना और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना एक ही बात नहीं है इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए फिर मेरी राय में आप छात्रों के लिए नुक़सान कर रहे हैं और शिक्षक अपने असेसमेंट के माध्यम से सीखने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं कई बार हमारे पास प्रश्नोत्तरी भी होंगे और इसी तरह ये अन्य प्रकार के असेसमेंट हैं जो अंक के लिए हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते इसलिए हम शिक्षकों को अपने असेसमेंट के माध्यम से सीखने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करना हैं और यह एक प्रकार का गोंद है जो एक पाठ्यक्रम के घटकों को जोड़ता है एक पाठ्यक्रम के घटक क्या हैं यह सामग्री निर्देशात्मक तरीके और कौशल विकास है असेसमेंट वास्तव में उन सभी को जोड़ता है और यही कारण है कि कई शिक्षाविद् विचार करते हैं कि असेसमेंट वास्तव में छात्र सीखने को प्रेरित करता है और इसका निहितार्थ क्या है यदि आप छात्र द्वारा सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो आपको इस बात से शुरू करना होगा कि आप किस तरह का असेसमेंट कर रहे हैं पाठ्यक्रम की सामग्री को तुरंत बदलने के मामले में न हो उसी सामग्री के लिए मैं अपने असेसमेंट की गुणवत्ता में सुधार करके सीखने की गुणवत्ता में सुधार कर सकता हूं यही इसका मतलब है कि असेसमेंट वास्तव में छात्र सीखने को प्रेरित करता है अब हम बाद के मॉड्यूल में एसेसमेंट की बात करेंगे लेकिन मौलिक रूप से दो प्रकार के एसेसमेंट होते हैं फॉर्मेटिव एसेसमेंट जैसे प्रश्न जो हम कक्षा में पूछते हैं या एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं जिसमें अंक नहीं होते हैं ये वे हैं जो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र किस स्तर पर है और छात्र को यह भी निर्देशित करना है कि उसे क्या सीखना है वह क्या है जिसे उसे आगे सीखने की आवश्यकता है इसे हम फॉर्मेटिव एसेसमेंट कहते हैं और इसके लिए दूसरा शब्द है एसेसमेंट फॉर लर्निंग और हमारे पास सममेटीव एसेसमेंट है जैसे कि जब आप एक परीक्षा मिडटर्म परीक्षा या अंतिम परीक्षा का आयोजन करते हैं तो आप यह जान लेते हैं कि छात्र ने किस हद तक सीखा है इसका मतलब है यह असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो ये दो प्रकार के हैं एसेसमेंट फॉर लर्निंग और एसेसमेंट ऑफ लर्निंग और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एसेसमेंट शिक्षा के आउटकम्स के साथ एलाइनमेंट में होना चाहिए हमें यह मानकर चलें कि आप चाहते हैं कि आपका छात्र किसी कोर्स के अंत में या किसी कोर्स में पहले सप्ताह के अंत तक कुछ करने में सक्षम हो जाए इसी तरह आपका एसेसमेंट इस बात के साथ एलाइनमेंट में होना चाहिए इसका मतलब क्या है हम कहते हैं कि आप चाहते हैं कि एक शिक्षार्थी कार चलाने में सक्षम हो जबकि वास्तविक परीक्षण में आप केवल उससे पूछेंगे कि कार्बोरेटर की भूमिका क्या है या ब्रेक कैसे काम करती है यदि आप इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो इसका लक्ष्य या इच्छित परिणाम से कोई लेना देना नहीं है जो कार चलाने की क्षमता है अब एक ही तरीका है कि आप उसका परीक्षण कर सकते हैं कि वह कार चलाने में सक्षम है या नहीं उसे उस कार को ड्राइव करने के लिए है जब एसेसमेंट छात्र को कार चलाने के लिए कहना है इसलिए इसे हम एलाइनमेंट कहते हैं एसेसमेंट लर्निंग के इच्छित आउटकम के साथ एलाइनमेंट में होना चाहिए भारत में कुछ जगहों पर कुछ मिसलिग्न्मेंट है तो कुछ जगहों पर सकल मिसलिग्न्मेंट है इच्छित आउटकम और परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त वास्तविक परीक्षण आइटम सभी संरेखित नहीं हैं फिर एलाइनमेंट हम बाद में एक इकाई में अधिक विस्तार से इसे देखेंगे अब इंस्ट्रक्शन आता है इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य सीखने और विकसित करने में मदद करना है सीखना और विकास कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर और स्पिरिचुअल हो सकता है अब जब आप चाहते हैं कि आपके शिक्षार्थी सीखें और विकसित करें और यह सीखना और विकास इन चार डोमेन में से किसी एक में हो सकता है और एक बार फिर हम इस डोमेन को बाद की इकाई में विस्तृत कर देंगे जब हम सीखने के वर्गीकरण में आएंगे लर्निंग निश्चित रूप से बिना किसी इंस्ट्रक्शन हो सकता है यदि आप एक सड़क पर चलते हैं और यहां तक कि अगर आप निरीक्षण नहीं करते हैं तो आप चलते रहते हैं तो कई संवेदी संकेत आएंगे जिससे हमें लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं या दूसरे या बिना इरादे के जैसे हम लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं सीखते रहो और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर जो एक विशेष पेशा है जिसे आप इसे बाहरी घटनाओं के डिजाइन के लिए लर्निंग के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं जिसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं यह इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर लर्निंग के सिद्धांतों का उपयोग करके बाहरी घटनाओं का एक सेट है जो बेहतर सीखने का नेतृत्व करता है जिसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांत हैं हम इस इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांत से नहीं लेकिन एक शिक्षक के रूप में एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांतों को समझना होगा जिससे प्रशिक्षकों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि अभ्यास कब करना है और कब प्रतिक्रिया सबसे अधिक सकारात्मक होगी कब छात्रों को एक समूह में रखने के लिए लाभ होगा उदाहरण के लिए कभी कभी हम चाहते हैं कि छात्रों का एक समूह एक साथ काम करे या हम यह तय करना चाहते हैं कि वास्तव में प्रतिक्रिया कब दें इसलिए ये निर्णय इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं एक समस्या को हल करने के लिए और उच्चतर सीखने के कौशल के लिए आवश्यक शर्तें हर कोई चाहता है कि लोग उच्च क्रम सीखने के कौशल प्राप्त करें लेकिन फिर मैं इन छात्रों को इस उच्च क्रम सीखने के कौशल को प्राप्त करने के लिए कुछ चरणों की श्रृंखला के माध्यम से कैसे नेतृत्व करूं तो यहां तक कि नियोजन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का हिस्सा है और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनरों के अलावा इंस्ट्रक्शनल सामग्री पाठ्यक्रम सामग्री डेवलपर् ऑनलाइन पाठ्यक्रम के डिजाइनर ज्ञान प्रबंधन प्रणाली डिजाइनर के निर्माता हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांतों से बहुत लाभ होगा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिद्धांत कुछ सिद्धांतों से भिन्न है जो हमने विभिन्न विषयों के माध्यम से सीखा है हम जिन सिद्धांतों से निपटते हैं वे हमें भौतिकी रसायन विज्ञान और उन विषयों को हम वर्णनात्मक सिद्धांत कहते हैं वर्णनात्मक सिद्धांतों का अर्थ है अनिवार्य रूप से हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण है और यह क्या प्रभाव है क्या यह कारण किसी विशेष प्रभाव के लिए अग्रणी है आपको यह स्थापित करना होगा कि यह यथार्थ है या जिसे हम गणितीय या प्रयोगात्मक रूप से वैधता कहते हैं जबकि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिद्धांत कुछ हद तक इससे अलग है कि इसे हम डिजाइन उन्मुख सिद्धांत कहते हैं देखें कि यह डिजाइन उन्मुख सिद्धांत कहने का प्रयास कर रहा है यदि आप ABC के चरणों पर चलते हैं तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना रखते हैं अनुक्रम ABC परिणाम प्राप्त करने का एकमात्र तरीका नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ABC का पालन करता हूं तो मुझे कम समय या बेहतर गुणवत्ता और इसी तरह से अपना परिणाम बेहतर प्राप्त करने की संभावना है इसलिए इस हद तक इसके द्वारा प्रस्तावित किए गए तरीके नियतात्मक होने के बजाय संभाव्य हैं एक अलग प्रकार का उदाहरण लें अगर मैं अपने सेल फोन को एक विशेष तरीके से डिजाइन करता हूं तो यह ग्राहक द्वारा बेहतर स्वीकार किए जाने की संभावना है क्या विशेषताएं हैं यह किस तरह का भौतिक आकार होना चाहिए यह अलग हो सकता है जब विभिन्न लोग उन्हें डिजाइन करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास मॉडलों का एक पूरा समूह है जो बाजार में उपलब्ध हैं और उनमें से प्रत्येक आपकी गतिविधि को सही तरीके से करता है लेकिन आप कुछ को पसंद करते हैं कुछ आप पसंद नहीं करते हैं यहां उन उदाहरणों के संबंध में डिजाइन सिद्धांत की प्रकृति को समझने की आवश्यकता हैI अब इस हद तक कि डिजाइन सिद्धांत की प्रमुख चिंता अधिमानता है इसका मतलब है जब मैं इस तरह से कुछ डिजाइन करता हूं तो मेरे ग्राहक मेरे उत्पाद को पसंद करते हैं इसी तरह शिक्षण और सीखने के मामले में हम कहते हैं कि अगर मैं घटनाओं के इन अनुक्रमों का पालन करता हूं तो मेरे छात्रों को बेहतर सीखने की संभावना है कि उनकी समझ का स्तर बेहतर हो सकता है या वे कम समय में सीखने में सक्षम हो सकते हैं तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिद्धांतों का एक पूरा समूह है मेरिल प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन Merrill's principles of instruction जिसे हम किसी अन्य इकाई में देखेंगे ADDIE एक अन्य इकाई के साथ सिचुएटेड कॉग्निशन थ्योरी सोशियोकल्चरल लर्निंग थ्योरी ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स Bloom's taxonomy of learning outcomes इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन मॉडल ये कुछ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिद्धांत हैं अब हम क्या करना चाहते हैं जैसा कि आप लर्निंग सिद्धांतों में महारत नहीं कर रहे हैं लेकिन यह जानने में थोड़ा समय व्यतीत करना संभवत आपको लर्निंग प्रोसेस में बेहतर बनाएगा तो हम आपको इन तीन अभ्यासों का सुझाव देते हैं जिनमें से एक लर्निंग सिद्धांतों को आप अपने अनुभवों में अधिक संबंधित कर सकते हैं और क्यों क्योंकि कुछ लर्निंग के सिद्धांत उस विषय पर निर्भर करते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं अधिकतम 250 शब्द लिखें हमें उच्च शिक्षा में एसेसमेंट से संबंधित होने की आवश्यकता क्यों है और कैसे आपके द्वारा सिखाए गए निर्देशों के बारे में अपने दृष्टिकोण के दो उदाहरण दें जो आपके द्वारा पढ़ाए गए या अनुभवी पाठ्यक्रमों में छात्रों द्वारा बेहतर सीखने के लिए प्रेरित किए गए हैं प्रत्येक उदाहरण के लिए अधिकतम 500 शब्द लिखें जो बेहतर शिक्षण के कुछ प्रमाण देते हैं यदि यह ठीक है तो आप अपने उत्तर प्रशिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं लेकिन यह असाइनमेंट नहीं है जो हम दे रहे हैं वह असाइनमेंट बाद में आता है अगली यूनिट 4 में हम आउटकम्स की विशेषताओं और आउटकम बेस्ड एजुकेशन को समझने की कोशिश करते हैं जो शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाता है यही वह लक्ष्य है जिसे हम ठीक से देखते हैं कि आउटकम्स क्या हैं और आउटकम बेस्ड एजुकेशन अगली इकाई ध्यान देने के लिये धन्यवाद